पिछली कक्षा में मैं पेंडुलम के बारे में चर्चा कर रहा था आइए देखते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इन पेंडुलम के उपयोग क्या हैं मैं आपको दिखा रहा था कि पहले के दिनों में यह पेंडुलम घड़ी एकमात्र ऐसी घड़ी थी जिसका उपयोग समय जानने के लिए किया जाता था तो यह बहुत महत्वपूर्ण था और आजकल भी आप बता सकते हैं यह बहुत सटीक समय दे सकती है मुझे लगता है कि आप सभी ने इस पेंडुलम घड़ी को देखा होगा यह थोड़ी बहुत दीवार की घड़ी की तरह है बस आजकल यह बहुत कम संख्या में देखी जाती है लेकिन मुझे लगता है कुछ घरों में यह अभी भी है यह पेंडुलम का एक अनुप्रयोग है दूसरा अनुप्रयोग सीस्मोमीटर है यह क्या है यह भूकंप की तीव्रता और दिशा को मापने का यंत्र है पहले के दिनों में पेंडुलम का उपयोग सीस्मोमीटर में किया जाता था पेंडुलम का डोलना परिमाण और दिशा बताता है जो भूकंप की तीव्रता के बारे में बताता है पहले के दिनों में पेंडुलम का उपयोग मूल रूप से भूकंप को महसूस करने के लिए किया जाता था इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर भूकंप की वजह से भूकंप और कुछ नहीं है बस कुछ लहरें कुछ ओसीलेशन है पृथ्वी में कुछ लहरें यह चलेंगी इसलिए जब यह चलेंगी तो यह पेंडुलम ओसीलेशन करना शुरू कर देगा तो इस ओसीलेशन की दिशा और ओसीलेशन का परिमाण यह पृथ्वी की उस समय की मज़बूती पर निर्भर करेगा ठीक है तो पृथ्वी की वह गति या पृथ्वी का कंपन कुछ और नहीं है इसे हम भूकंप बताते हैं इस भूकंप के कारण या इस भूकंप की तीव्रता के कारण इस भूकंप की तीव्रता के आधार पर पेंडुलम की तीव्रता और दिशा हमें खतरे के बारे में बताएगी भूकंप के खतरे की गहनता के बारे में इसलिए इसे मूल रूप से सिस्मोमीटर कहा जाता है तो पहले इस सीस्मोमीटर का उपयोग किया जाता था और अब इसे संशोधित किया गया है पहले यह सीस्मोमीटर था अब भी इसे सीस्मोमीटर कहा जाता है लेकिन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है सीस्मोमीटर में पहले के दिनों में पेंडुलम का उपयोग किया जाता था और यह एकमात्र उपकरण था जिसका उपयोग भूकंप के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता था भूकंप के बारे में जानने के लिए वह सीस्मोमीटर था जहां पेंडुलम का उपयोग किया गया था फिर एक और अनुप्रयोग फौकॉल्ट पेंडुलम है फौकॉल्ट पेंडुलम एक साधारण उपकरण है जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया है और इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है यह बहुत दिलचस्प साधन है ये बहुत ही रोचक उपकरण हैं सरल उपकरण हैं मूल रूप से लियोन फौकॉल्ट ने प्रदर्शित किया कि इस पेंडुलम का उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है पृथ्वी की दो गतियां हैं आप जानते हैं एक कक्षीय गति है और दूसरी स्पिन गति पृथ्वी की स्पिन गति पृथ्वी कि इस स्पिन गति को समझने के लिए जो पेंडुलम का उपयोग किया गया था और उसे मूल रूप से फौकौल्ट पेंडुलम कहा जाता है तो फौकॉल्ट पेंडुलम मूल रूप से ये ये साधारण पेंडुलम हैं ये साधारण पेंडुलम हैं अब यह पेंडुलम ओसीलेट कर रहा है यह पेंडुलम ओसीलेट कर रहा है सही साधारण पेंडुलम यह पेंडुलम ओसीलेट कर रहा है यह पेंडुलम ओसीलेट कर रहा है तो यह ओसीलेट कर रहा है यह इस तल में ओसीलेट कर रहा है यह इस तल में ओसीलेट कर रहा है ठीक यह तल है यह इस तल में ओसीलेट कर रहा है अब यदि आप कुछ समय के बाद आते हैं मान लें के अगर आप 12 घंटे बाद आते हैं फिर हम देखेंगे कि यह पेंडुलम इस तरह से ओसीलेट कर रहा है यह इस तरह से ओसीलेट कर रहा है यदि आप और 12 घंटे के बाद भी आते हैं 12 घंटे से भी अधिक तो आप देखेंगे कि यह इस तल में ओसीलेट कर रहा है तो 24 घंटों के बाद आप फिर से देखेंगे यह इस तल में ओसीलेट कर रहा है तो यह ओसीलेट कर रहा है इसलिए यह ओसीलेशन का तल यह बदल रहा है यह समय के साथ बदल रहा है यह समय के साथ बदल रहा है तो यह 24 घंटे के बाद वापस आ जाएगा और यह मूल रूप से पेंडुलम के साथ पेन लगा हुआ था और यह ओसीलेशन का आलेखन है और वहां से कोई भी यह देख सकता है कि समय के साथ ओसीलेशन की यह दिशा कैसे बदल रही है 24 घंटों के बाद यह एक चक्कर पूरा करेगा यह एक चक्कर पूरा करता है तो यह है पृथ्वी की स्पिन गति तो यह पृथ्वी की स्पिन गति है जिसका प्रदर्शन लियोन फौकॉल्ट ने पेंडुलम का उपयोग करके किया था तो इसीलिए इसे फौकॉल्ट पेंडुलम कहा जाता है ये पेंडुलम के बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं कई अन्य अनुप्रयोग हैं बस मैंने उनमें से कुछ को चुना है इसलिए जो भी प्रयोग हमने प्रयोगशाला में प्रायोगिक भौतिकी I में किए हैं प्रायोगिक भौतिकी I के दौरान ये सरल प्रयोग हैं लेकिन अनुप्रयोगों में इसका बहुत बड़ा महत्व है तो ऐसा नहीं है कि केवल हम कुछ यंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं यंत्रों को कैसे संभालना है कैसे प्रयोग करना है हम केवल यही नहीं सीख रहे हैं आप इस ज्ञान को एक अलग अनुप्रयोग के लिए लागू कर सकते हैं सही जैसा कि F Kx तो d2xdt2 ω2x 0 जहां ω2 Km सही और ω 2πT तो आपको T2 4π2Km मिल रहा है अगला पेंडुलम हमने उपयोग किया है वह मूल रूप से पोहल का पेंडुलम Pohl's pendulum है हमने इस प्रयोग का प्रदर्शन किया है यह बहुत अच्छा प्रयोग है क्योंकि यह पेंडुलम है जो फ्री ऑस्लेशन डैंपड ऑस्लेशन के साथ साथ फोर्सड ऑस्लेशन को प्रदर्शित कर सकता है सही ओसीलेशन फ्री ऑस्लेशन डैंपड ऑस्लेशन और फोर्सड ऑस्लेशन ये इन ओसीलेशन के लिए मानक अंतर रूप हैं d2xdt2 ω02x 0 तो ओमेगा 0 मूल रूप से प्राकृतिक आवृत्ति है इसलिए ω0 2πT और इस अंतर समीकरण का समाधान मूल रूप से यह है यह x है x t का एक फलन है यह x x0cosω0t है ठीक है इसका मतलब यह कोसाइन फ़ंक्शन होगा यह ओसीलेशन मूल रूप से x0 के आयाम के साथ कोसाइन फ़ंक्शन है ठीक है समय के साथ यह आयाम x0 जोकि संतुलन दूरी है समय के साथ तबदील होगी तो बिना डैंपिंग यह ओसीलेशन जारी रहेगा यह एक ही आयाम के साथ ओसीलेशन को जारी रखेगा आयाम समय के साथ कम नहीं होगा ठीक है अब डैंपड ऑस्लेशन इस समीकरण में एक डैंपड शब्द शामिल है डैंपिंग मूल रूप से वेग का आनुपातिक है यह बीटा डैंपिंग कांस्टेंट है तो d2xdt2 2βdxdt ω02x 0 इसलिए आप केवल β लिख सकते हैं लेकिन हम 2β लिखना पसंद करते हैं क्योंकि हमें संबंध का कुछ सरलीकृत रूप मिलता है तो d2xdt2 2βdxdt ω02x 0 यह समीकरण है डैंपड ऑस्लेशन का अंतर समीकरण है अब ω0 और β के मूल्य के आधार पर ओसीलेशन तीन प्रकार के होते हैं अंडर डैंपड ऑस्लेशन क्रिटिकल ऑस्लेशन और ओवरडैंप्ड ऑस्लेशन यहाँ मैंने अंडर डैंपड ऑस्लेशन के लिए समाधान लिखा है x t का एक फंक्शन है और फिर x x0e βt cosωt δ यह δ मूल रूप से यह पहला भाग है ठीक है दूसरा है cos फ़ंक्शन यह cos फ़ंक्शन है और अब आयाम को संशोधित किया गया है ठीक है अब आयाम x0e βt है इसका मतलब है आयाम चरघातांकी क्रम से क्षय होगा समय के साथ क्षय होगा सही यह डैंपिंग मोशन है जहां इस मामले में यह ω0 नहीं है यह ω है तो ω ω0 और β से संबंधित है यह संबंध है ω0 √ω2 β2 इसका मतलब है ω √ω02 β2 तो ω ω0 से थोड़ा कम है और यह डैंपिंग हम लघुगणक घटाव के संदर्भ में व्यक्त करते हैं यह मूल रूप से लैम्ब्डा है इसे इस लैम्ब्डा द्वारा lnxnxn1 के बराबर परिभाषित किया गया है मतलब लघुगणक लॉग प्राकृतिक लॉग निश्चित रूप से क्रमिक विस्थापन xn nth विस्थापन और n1 वें विस्थापन द्वारा विभाजित यह βT के बराबर है तो यह लघुगणक घटाव डैंपिंग कांस्टेंट β और समय अवधि T के साथ संबंधित है तो हम डैंपड कांस्टेंट β और T पता लगा सकते हैं फिर हम लैम्ब्डा λ का पता लगा सकते हैं वहां से हम β की गणना कर सकते हैं इसलिए यदि आप समय अवधि T का पता लगाते हैं तो आप ω पता लगा सकते हैं जब आपको ω पता चले ω और β दोनों आपको ज्ञात हैं तो आप ω0 भी प्राप्त कर सकते हैं फिर डैंपिंग स्थिति के अंतर्गत फोर्सड ऑस्लेशन यह अब 0 नहीं है बाहरी रूप से कुछ आवर्ती बल लागू होते हैं तो यह f है मूल बल Fm हमने बल प्रति यूनिट द्रव्यमान लिखा है और यह छोटा f t का फलन है और यह विस्थापन फलन है x t का एक फलन है जो मूल रूप से ऐसे लिखा जा सकता है f f0 cos ωat - α√ω02 - ωa22 4β2ωa2 ωa क्या है लागू बल है आवर्ती बल लागू किया जाता है यह मूल रूप से उस बल की आवृत्ति है जो ωa है यहां फोर्सड ऑस्लेशन के मामले में आप दिलचस्प घटना देख सकते हैं यह अनुनाद है यदि आप लागू बल की आवृत्ति को बदलते हैं तो एक विशेष आवृत्ति पर आप ओसीलेशन के विशाल बहुत बड़े ओसीलेशन का आयाम प्राप्त करेंगे तो हम बताते हैं कि यह अनुनाद है और अनुनाद की स्थिति में अनुनाद का आयाम क्या होगा वह आयाम होगा और वह आवृत्ति क्या है जिस पर आवृत्ति अनुनाद आएगी यह संबंध यह है ठीक है यहाँ जो कुछ भी यह फ्री ऑस्लेशन डैंपड ऑस्लेशन और फोर्सड ऑस्लेशन जो कुछ भी हमने चर्चा की है यहाँ ये सभी ओसीलेशन आप एक ही पेंडुलम में प्रदर्शित कर सकते हैं इसे मूल रूप से पोहल का पेंडुलम Pohl's pendulum कहा जाता है सही आपने हमारी प्रयोगशाला में इस पेंडुलम को देखा है एक धातु का वृत्ताकार है धातु डिस्क जैसी चीजें हैं तो एक धातु डिस्क जो पेंडुलम के समान है यह धातु डिस्क एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है यदि आप इस डिस्क को घुमाते हैं तो यह स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स को लागू करेगा और फिर इसे वापस लेने की कोशिश करेगा यह डिस्क स्प्रिंग की ओर से एक स्प्रिंग बल के कारण ओसीलेट करेगा अब आप समय अवधि का पता लगा सकते हैं फिर ω वगैरह अब इस डिस्क को इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो ध्रुवों के टुकड़ों के बीच रखा जाता है जिसे आपने देखा है जब आप एक चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं जब आप किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और तब यह धातु डिस्क घूमने लगती है इसका मतलब यह है कि इस डिस्क से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में बदलाव होगा फिर वहां करंट होगा डिस्क धातु डिस्क में करंट प्रेरित होगा धातु डिस्क में स्थानीय करंट लूप होगा इस करंट को एडी करंट कहा जाता है और इस एडी करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा यह इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि यह मूल चुंबकीय क्षेत्र में डिस्क की गति का विरोध करेगा तो एडी करंट की दिशा ऐसी होगी कि यह डिस्क की गति का विरोध करेगी इसका मतलब है कि यह डिस्क की गति को कम कर रहा है तो यह डैंपिंग एडी करंट के कारण आ रही है सही तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग कहा जाता है तो उसकी व्यवस्था पोहल के पेंडुलम में है आप विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र चुन सकते हैं और प्रयोग को दोहरा सकते हैं तो डैंपिंग कांस्टेंट अलग होगा इस डैंपिंग स्थिति के अंतर्गत आप फिर से ओसीलेशन का अध्ययन कर सकते हैं आप ओसीलेशन का अध्ययन कर सकते हैं और हमने दिखाया है कि यदि आप समय के साथ आयाम को मापते हैं और उसे प्लॉट करते हैं तो हमने देखा है कि यह आयाम क्षय समय के साथ घातीय क्षय होता है वही हमने देखा है इसके अलावा उस सेटअप में बाहरी बल आवर्ती बल लगाने की भी व्यवस्था है लागू बल की आवृत्ति को बदलने का एक विकल्प है लागू बल की आवृत्ति को बदलना यदि आप डिस्क के ओसीलेशन ओसीलेशन के आयाम को मापते हैं फिर अगर आप आयाम बनाम आवृत्ति को प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक आवृत्ति मिलेगी जहां आयाम अधिकतम है उस प्लॉट किए गए ग्राफ से आप अनुनाद आवृत्ति का पता लगा सकते हैं और साथ ही आप अनुनाद आवृत्ति पर इस अधिकतम आयाम का पता लगा सकते हैं तो यह वह प्रयोग है जो हमने प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया है मूल रूप से इस प्रयोग की सुंदरता क्या है इस प्रयोग की सुंदरता यह है कि यह इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सभी प्रकार के ओसीलेशन जैसे कि फ्री ऑस्लेशन डैंपड ऑस्लेशन और फोर्सड ऑस्लेशन जो आप देख सकते हैं आप एक ही उपकरण में प्रदर्शित कर सकते हैं तो यह इसकी सुंदरता है एक और सुंदरता एडी करंट के बारे में जानने के लिए है एडी करंट के बारे में जानने के लिए एडी करंट के प्रभाव की कल्पना करने के लिए एडी करंट की अवधारणा जो आमतौर पर छात्रों के लिए ज्यादा परिचित नहीं है लेकिन यह एक प्रयोग है जहां छात्र एडी करंट के प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं तो एडी करंट क्या है इसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है एडी करंट मूल रूप से एक चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हुए सुचालक में प्रेरित एक स्थानीयकृत करंट है तो करंट की दिशा और संबंधित चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है इस प्रकार गति की डैंपिंग के रूप में कार्य करता है तो यह एडी करंट की परिभाषा है और यह परिभाषा इस परिभाषा के अनुसार वह व्यवस्था इस पेंडुलम में की गई है पोहल के पेंडुलम Pohl's pendulum में गति की डैंपिंग उत्पन्न करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रयोग है जहां कोई भी एडी करंट के प्रभाव को देख सकता है अगला पेंडुलम जिस पर हमने प्रयोगात्मक भौतिकी एक पर चर्चा और प्रदर्शन किया है वह मूल रूप से कपल्ड पेंडुलम है यह कपल्ड पेंडुलम एक और बहुत अच्छा प्रयोग है जिसका हमने प्रदर्शन किया है दो पेंडुलम बिल्कुल बराबर पेंडुलम लंबाई समान है l और इस बॉब का द्रव्यमान समान है दोनों बॉब का द्रव्यमान m है अब यह दो पेंडुलम एक स्प्रिंग के साथ जुड़े हैं और यह स्प्रिंग कांस्टेंट k है इस स्थिति में यह दो सरल पेंडुलम एक स्प्रिंग के साथ संयोजित हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है जब यह ओसीलेट करता है जो आप देखेंगे यह वह चीजें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं इस बॉब का विस्थापन यह द्रव्यमान इसे x मान लें और इस का विस्थापन एक अन्य इसे y मान लें इससे संयोजित समीकरण मिलेगा अब आपको इसे अलग करना होगा वगैरह वगैरह उसकी हम चर्चा कर चुके हैं हमने जो देखा है या जो देखा जाएगा उसे तीन प्रकार की गति मिलेगी एक फेज मोशन में है जब x y मतलब जब यह a द्वारा विस्थापित होता है x a एक अन्य को भी लगभग y बराबर a द्वारा विस्थापित किया गया है इसका मतलब है कि x बराबर y बराबर a दोनों को एक ही दिशा में विस्थापित किया गया है और छोड़ दिया जाता है तब वे ओसीलेट करेंगे यह एक साधारण ओसीलेशन की तरह है एक सिंपल पेंडुलम की तरह और यह आवृत्ति इस ओसीलेशन की फेज मोशन में है जो मूल रूप से ω0 √gl है तो यह आवृत्ति सिंगल पेंडुलम की आवृत्ति के समान है विशिष्ट पेंडुलम ठीक है तो यह मूल रूप से आप देख सकते हैं कि यह फेज मोशन में है जब ये दोनों विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं तो आप आउट ऑफ फेज मोशन भी देख सकते हैं x y का अर्थ है x y a इसलिए अगर इसे इस तरह से विस्थापित किया जाता है इस एक अन्य को उसी मात्रा से इस दूसरी दिशा में विस्थापित किया जाता है और फिर इसे छोड़ दें तो वे इस तरह से ओसीलेट करेंगे इसलिए इसे आउट ऑफ फेज कहा जाता है तो समान दिशा में ओसीलेट मतलब इन फेज और ओसीलेशन इस तरह से है यह आउट ऑफ फेज है और इस आउट ऑफ फेज मोशन की आवृत्ति मूल रूप से ω1 √ ω02 - 2km होगी k स्प्रिंग कांस्टेंट है इस ओमेगा ω0 और ω1 को सामान्य मोड आवृत्ति कहा जाता है इस प्रकार की गति इन फेज और आउट ऑफ फेज सामान्य मोड गति कहलाती है यह गति सामान्य मोड में है और इस आवृत्ति को सामान्य मोड आवृत्ति ω0 और ω1 कहा जाता है हमने अपनी प्रयोगशाला में इस प्रकार की गति देखी है हम प्रदर्शित चुके हैं आप एक घड़ी का उपयोग करके समय अवधि को माप कर ओमेगा पता लगा सकते हैं तो आप ओमेगा 0 का पता लगा सकते हैं ओमेगा 1 का पता लगा सकते हैं आप ओमेगा ω0 और ω1का पता लगा सकते हैं यदि आप पता लगाते हैं यदि आप स्प्रिंग कांस्टेंट को जानते हैं तो आप अपने प्रयोगात्मक मूल्य के साथ तुलना कर सकते हैं या कोई इस प्रयोग से भी स्प्रिंग कांस्टेंट का पता लगा सकता है या यदि स्प्रिंग कांस्टेंट ज्ञात हो तो आप अज्ञात पैरामीटर का पता लगा सकते हैं आप पता कर सकते हैं वैसे भी यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आप संयोजित गति प्राप्त कर सकते हैं तो इन फेज मोशन और आउट ऑफ फेज मोशन और तीसरा चौथा भी तीसरा एक मूल रूप से रेजोनेंस मोशन है आप अनुनाद स्थिति प्राप्त कर सकते हैं इस प्रणाली में प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनमें से एक को विस्थापित करते हैं मान लें कि यदि आप इसे यहाँ रखते हैं x यह यहाँ है और यदि आप दूसरे को दो a से विस्थापित करते हैं मान लें इससे पहले एक एक अकेले जिसे हमने दोनों को या तो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में विस्थापित किया है तो अब एक को 0 स्थान 0 विस्थापन और दूसरे को आप 2 a द्वारा विस्थापित करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तब आपको गति दिखाई देगी इसलिए मूल रूप से यह कपल मोड है जो आप देखेंगे यह दो आवृत्तियों में गति है दो आवृत्तियों में इसकी गति है तो एक को कपल मोड आवृत्ति कहा जाता है जो ओमेगा सी के बराबर है ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 1 भाग 2 से एक और आवृत्ति आप देखेंगे वह बीट आवृत्ति है जो ω1 - ω02 है तो यह उच्च आवृत्ति है यह उच्च आवृत्ति है और यह निम्न आवृत्ति है जिसे बीट आवृत्ति कहा जाता है तो यह अनुनाद अनुनाद स्थिति में आप इन दो आवृत्तियों को देखेंगे एक उच्च आवृत्ति है और दूसरी एक निम्न आवृत्ति है और मूल रूप से यह बीट आवृत्ति मूल रूप से यह उच्च आवृत्ति है तो इस निम्न आवृत्ति के साथ संशोधित है यह मूल रूप से मानो इस उच्च आवृत्ति का आयाम बीट आवृत्ति के साथ तबदील हो रहा है तो आप वास्तव में इस में डिग्री ऑफ कपलिंग का पता लगा सकते हैं इस प्रयोग से अगर आप ω0 और ω1 को मापते हैं कपलिंग की इस परिभाषा से डिग्री ऑफ कपलिंग χ ω02 ω12ω02 ω12 है प्रयोग से आपको ω0 और ω1 समय अवधि से मिलेगा इसलिए आपको समय अवधि मापनी होगी इस प्रणाली में आप डिग्री ऑफ कपलिंग का भी पता लगा सकते हैं यह मुख्य रूप से इस k पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ ओमेगा 1 k पर निर्भर करता है कपलिंग आती है डिग्री ऑफ कपलिंग यह द्रव्यमान के साथ साथ स्प्रिंग कांस्टेंट k पर निर्भर करेगा यह एक सुंदर प्रयोग है जिसे हमने अपनी प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया है मैंने अभी एक बार फिर इस पर चर्चा की इसलिए मैंने जो भी चर्चा की है मुख्य रूप से आप को समय अवधि को मापना है यदि आप समय अवधि को मापते हैं तो आप आवृत्ति का पता लगा सकते हैं अब आप आवृत्ति प्राप्त करेंगे यह प्राकृतिक आवृत्ति हो सकती है यह डैंपिंग स्थिति के तहत आवृत्ति हो सकती है यह इन फेज मोड के तहत या आउट ऑफ फेज मोड वगैरह के तहत आवृत्ति हो सकती है इस प्रयोग में मुख्य कार्य समय अवधि को मापना है वह हमने प्रयोगशाला में देखा है मुझे लगता है कि यह ओसीलेशन के बारे में है हमने पिछले सेमेस्टर में प्रयोगात्मक भौतिकी 1 में जो भी प्रयोग किए हैं मैंने उस पर चर्चा की मैं यहां संक्षेप में बताता हूं मैं यहां रुक जाऊंगा मैं इस सारांश को अगली कक्षा में भी जारी रखूंगा